क्वासिस्टेटिक सन्निकटन अब तक हम विद्युतचुंबकीय परिघटनाओं को समझ चुके हैं विद्युतचुंबकीय घटना को मैक्सवेल के समीकरणों Maxwells equations द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया गया है तो आइए हम उन्हें लिखते हैं वे गॉस के नियम Gausss law हैं जो आपको बताते हैं कि E का डाइवर्जेंस रो द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर है E कर्ल जो कि फैराडे का नियम Faraday's law है माइनस d B dt के बराबर है B का कर्ल दोनों नियमित विद्युत धारा J प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट पर निर्भर करता है जो कि जो समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है एप्सिलॉन 0 dE dt और चौथा समीकरण B का डाइवर्जेंस 0 है आइए अब हम इन समीकरणों को इस व्याख्यान में बेहतर से देखते हैं और देखें वे क्या बताते हैं उदाहरण के लिए यदि मैं निर्वात में स्थिति लेना चाहता हूं तो अब हम देखते हैं कि मेरा मतलब कुछ जगह है जहां ये सभी क्षेत्र आ रहे हैं और यहां कोई विद्युत धारा नहीं है यहां कोई आवेश नहीं है बाहर से केवल क्षेत्र आ रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि अगर मैं E और B का वर्णन करता हूं तो E का डाइवर्जेंस 0 है क्योंकि मैं भीतर कोई विद्युत धारा नहीं ले रहा हूं इसलिए यह इस आयतन के अंदर है E का कर्ल माइनस d B d t के बराबर होगा B का कर्ल म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E d t के बराबर होगा और B का डाइवर्जेंस 0 होगा तो आइए देखें कि जब ये इन क्षेत्र अंदर आते हैं तो क्या होता है तो मान लें कि भीतर विद्युत क्षेत्र E है जो समय के साथ बदल रहा है तो यह E जो समय के साथ बदल रहा है तो हम लिखते हैं कि d E d t 0 के बराबर नहीं है यह एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देगा यह एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है वह भी समय के साथ परिवर्तित होगा क्योंकि किसी चीज से बाहर आना जो समय में मनमाने ढंग से बदल रहा है तो यह चुंबकीय क्षेत्र B t भी समय के साथ बदल रहा है और यह परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र इसलिए इसका मतलब है d B d t 0 के बराबर नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में यह परिवर्तन E t को फिर से दर्शाता है यह दूसरे क्षेत्र को जन्म देता है और E t फिर से B देता है और इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं हम कहाँ रुकते हैं उदाहरण के लिए जब मैं पिछले व्याख्यान में एक संधारित्र में डिस्प्लेसमेंट करंट की समस्या पर विचार करता हूं तो हमने कहा कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में यह परिवर्तन एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म दे रहा है और हम रुक जाते हैं हमने यह भी विचार नहीं किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है वह फिर से दूसरे क्षेत्र को जन्म देता है इसी तरह एक समस्या में जहां हम एक फैराडे के नियम Faraday's law के द्वारा प्रेरित विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे थे उदाहरण के लिए एक सोलनॉइड में जहां विद्युत धारा बदल रही है हम विद्युत क्षेत्र की गणना करके रुक जाते हैं और हमने यह नहीं सोचा कि विद्युत क्षेत्र बदल रहा है और यह दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देगा हम कहाँ रुकेंगे हम यह कैसे तय करेंगे इसलिए हम इन सभी में उपयोग कर रहे थे जिसे क्वासिस्टैटिक सन्निकटन कहा जाता है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की गणना करने के बाद रुक गए और अगले चरण से आगे नहीं बढ़े इसलिए मैं इस क्वासिस्टेटिक सन्निकटन को समझने में कुछ समय बिताना चाहता हूं तो आइए देखें कि हमने क्या किया उदाहरण के लिए हमने कुछ ऐसा किया जिसमें सोलनॉइड था जिसमें एक विद्युत धारा I t प्रवाहित थी जो कि समय पर निर्भर थी और इसलिए इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र B बदल रहा था और हमने फैराडे के नियम द्वारा कहा कि इसने चारों ओर दिशा में जाने वाले एक विद्युत क्षेत्र को जन्म दिया मैं सिर्फ मनमानी कर रहा हूं यह दूसरा तरीका हो सकता है इसी तरह दूसरे उदाहरण में मैंने क्या किया मैंने एक समानांतर प्लेट संधारित्र लिया और मैंने कहा कि एक विद्युत धारा है जो अंदर आ रही है जो कि I t है यह विद्युत धारा समय पर निर्भर है और इसलिए बीच में विद्युत क्षेत्र बीच का विद्युत क्षेत्र E समय के साथ बदलता है जो चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र जो ऊपर आ रहा है लेकिन हम उस चुंबकीय क्षेत्र में रुक गए हम उससे आगे नहीं गए यह अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र को भी जन्म दे सकता है हम वहां क्यों रुके हमें ऐसा करने का अधिकार क्या है हम इस व्याख्यान में क्वासिस्टैटिक सन्निकटन के तहत इसका विश्लेषण करेंगे ये दो गणनाएं उस सन्निकटन के तहत की गई हैं और हम इसे समझना चाहते हैं कि हम इसे कब लागू कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए हम फिर से समीकरणों को देखते हैं समय पर निर्भर समीकरण जो हमें बताते हैं कि यह क्षेत्र एक दूसरे को जन्म देते हैं तो हमारे पास E का कर्ल है जो माइनस d B d t है B का कर्ल जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E d t के बराबर है और मैं म्यू 0 गुना एप्सिलॉन 0 को C वर्ग d E d t लिखता हूँ जहाँ C प्रकाश की गति है क्योंकि प्रकाश विद्युतचुम्बकीय तरंग है और इन सभी में स्वाभाविक रूप से देखा जाता है इसलिए हम इसे 1 से विभाजित C वर्ग के रूप में लिखने जा रहे हैं अब मैं मान लेता हूँ कि इस समस्या में जिसे हम हल कर रहे हैं इस में लंबाई पैमाना l है इसका मतलब है कि अगर मैं संधारित्र को देख रहा हूं जो समस्या मैंने पिछले व्याख्यान में देखी थी संधारित्र कुछ सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या कुछ और के आकार का हो सकता है मैं कुछ मीटर की दूरी पर क्षेत्रों का अवलोकन कर सकता हूं इसलिए लंबाई का माप कुछ मीटर होगा 2 मान लेते हैं कि समय पैमाना टाउ के कोटि का है फिर से हमारा इससे मतलब है कि मान लीजिए कि मैं एक सिग्नल या एक विद्युत क्षेत्र लागू कर रहा हूं जो समय में बदल रहा है समय अवधि ओमेगा है फिर उस सिग्नल के लिए मुझे यह E लिखना है जो E 0 sin ओमेगा t है तो समय पैमाना टाउ 2 पाई से विभाजित ओमेगा की कोटि का होगा जिस पैमाने के बारे में हम बात कर रहे हैं और तीसरी संबंधित मात्रा यह होगी कि हो सकता है कि प्रणाली कुछ वेग के साथ आगे बढ़ रही है और यह वेग एक से विभाजित टाउ के कोटि की है तो ये तीन चीजें हैं और आइए देखें कि किन परिस्थितियों में कैसे l और टाउ और ये सभी चीज़ें संबंधित होनी चाहिए ताकि हम इस क्वासिस्टेटिक सन्निकटन को लागू कर सकें मैं इन समीकरणों को फिर से लिखूंगा B का कर्ल प्लस म्यू 0 गुना एप्सिलॉन 0 d E d t है जो 1 से विभाजित C वर्ग d E d t है और मेरे पास E का कर्ल है जो माइनस d B d t के बराबर है तो लंबाई पैमाने l समय पैमाने टाउ और वेग या गति v के साथ मैं इस समीकरण को मोटे तौर पर ऐसे लिख सकता हूं जैसे B का कर्ल B से विभाजित l b का परिमाण l द्वारा विभाजित जो कर्ल B का परिमाण है यह लगभग 1 से विभाजित C वर्ग d E dt के बराबर है इसलिए यह E के परिमाण द्वारा विभाजित टाउ होगा इसी प्रकार दूसरे समीकरण पर मेरे पास E के परिमाण से विभाजित l है जो B के परिमाण से विभाजित टाउ की कोटि के बराबर है और हमें यह देखना है कि हम इससे कैसे खेलते हैं आइए हम एक सॉलोनॉइड का उदाहरण लेते हैं सॉलोनॉइड में विद्युत धारा I t है जो समय के पैमाने पर टाउ के साथ बदल रहा है और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में यह परिवर्तन विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है इसलिए हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं और मैं इसे कुछ दूरी l पर देख रहा हूं इसलिए हम यह कहने जा रहे हैं कि E l से विभाजित टाउ गुना p की कोटि का होने जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो भी है यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र होगा इसलिए मुझे यह प्रेरित लिखना चाहिए यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी समय में बदल रहा है और इसलिए यह इस नए चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है तो आइए हम इसे B प्रेरित लिखते हैं जो विद्युत क्षेत्र में इस बदलाव के कारण आगे प्रेरित है B प्रेरित l से विभाजित l से विभाजित C वर्ग की कोटि का होने जा रहा है जो प्रेरित E टाउ से विभाजित है Binduced l1c2Einduced तो B प्रेरित l से विभाजित टाउ C वर्ग E प्रेरित की कोटि का है मैं आपको फिर से याद दिला दूं क्योंकि यह एक नई स्लाइड है मैं इस क्षेत्र में हूं जहां एक सोलेनोइड है मैं कुछ दूरी l पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र और फिर परिणामी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इस B के कारण जो समय के साथ बदल रहा है देख रहा हूं इसलिए हमने पहले ही पाया था कि E प्रेरित l से विभाजित टाउ गुना B t है जो मूल रूप से सोलेनोइड में बदल रहा है और इसलिए B प्रेरित l से विभाजित टाउ C वर्ग गुना l से विभाजित टाउ गुना B t है जो l से विभाजित टाउ C वर्ग गुना B t है तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है मेरे पास एक मूल B t है जिसे मैं B 0 t कहूंगा यह एक प्रेरित क्षेत्र को जन्म देता है इसे E 1 t कहते हैं जो एक क्षेत्र B 1 t को जन्म देता है और फिर इस तरह आगे यह l से विभाजित टाउ B से संबंधित है और यह l से विभाजित टाउ C वर्ग B द्वारा मूल B से संबंधित है इसलिए B 1 t l से विभाजित टाउ C वर्ग B t है तो अगर B t l से विभाजित टाउ C वर्ग B 0 t की कोटि का है अगर l से विभाजित टाउ C 1 से बहुत बहुत बहुत कम है तो B 1 t को नजरअंदाज किया जा सकता है और इसीलिए हम इसे नजरअंदाज करते रहे क्योंकि आप उन दूरियों के बारे में बात कर रहे हैं जो टाउ C से बहुत छोटी हैं C बहुत बड़ा है C 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का है यह वास्तव में 3 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड है इसलिए जब तक आप वास्तव में बड़ी दूरी या बहुत कम समय अवधि की बात कर रहे हैं ताकि टाउ C बहुत छोटा है तो B 1 लगभग नगण्य होने वाला है मैं इसी तरह के तर्क को अलग तरीके से लागू कर सकता हूं दूसरा तरीका यह था कि हम इस संधारित्र को लें जिसमें विद्युत धारा I t आ रही थी और इस चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किया जा रहा था तो मूल रूप से मेरे पास E t था हम इसे E 0 t कहते हैं जो B 1 t को जन्म दे रहा है जो बदले में फिर से एक और E 1 t को जन्म देगा और इसी तरह आगे फिर मैं अब यह तर्क दे सकता हूं कि B 1 t क्योंकि मेरे पास डेल क्रॉस B है म्यू 0 गुना एप्सिलॉन 0 d E 0 d t के बराबर है मैं अब यह तर्क दे सकता हूं कि सकता हूं कि B1 t मैं B1 t से विभाजित l को l से विभाजित C वर्ग टाउ E 0 t के बराबर करने जा रहा हूं जो मुझे C वर्ग टाउ E 0 t की कोटि का B l t देता है और फिर से E के कर्ल के बराबर माइनस d v d t का उपयोग करते हुए मुझे E 1 मिलता है जो l से विभाजित टाउ C वर्ग E 0 t के बराबर है इसलिए फिर से हम देखते हैं कि यदि l टाउ C से बहुत बहुत बहुत कम है तो मैं इस कोटि पर रुक सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या प्रभाव है अंत में यदि l से विभाजित C टाउ बहुत छोटा है जिसका अर्थ है कि अब मैं l से विभाजित टाउ को गति के रूप में l लिखूं फिर v से विभाजित C 1 से बहुत बहुत बहुत कम है तब भी मैं इस तरह के सन्निकटन का उपयोग कर सकता हूं उदाहरण के लिए यह गति v के साथ गति करने वाले एक आवेश कण का मामला हो सकता है उस स्थिति में मैं l को टाउ द्वारा प्रतिस्थापित करूंगा जो इस गति के बराबर है अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की एक और अभिव्यक्ति ठीक इसी उदाहरण से होने जा रही है यदि कोई आवेशित कण है जो हमें गति v के साथ गतिशील है तो यदि मेरे पास यह समीकरण B का कर्ल म्यू 0 j है केवल मुक्त धारा और यदि मैं स्टोक्स के प्रमेय Stokes' theorem को एक ऐसे क्षेत्र के आसपास ले जाना चाहता हूं जहां से आवेशित कण गुजरा हो तो आवेशित कण दिखाई देते हैं फिर स्टोक्स की प्रमेय Stokes' theorem द्वारा मेरे पास B डॉट d l म्यू 0 I के बराबर होगा लेकिन I इस क्षेत्र से 0 है क्योंकि यहां आवेशित कण नहीं है यह कहीं और घूम रहा है और इसलिए इसका मतलब यह होगा कि B इस कर्ल पर 0 है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट है इस आवेश के कारण यह विद्युत क्षेत्र है और आवेशि गतिशील है विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ बदलता है और इससे उस चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता है मैं इसे एक असाइनमेंट समस्या के रूप में दे दूंगा